सभी का स्वागत है तो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ मॉड्यूलस में हम आप को दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना थियोरेटिकल नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए तो जो थ्योरी आप पढ़ते हैं किताबों के द्वारा जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते वह यूज़लेस है तो जब हम पर्टिकुलरली लिनियर इंटीग्रेटेड सर्किटस या फिर ऑपएंपस या फिर MOSFET's के बारे में बात करते हैं तो उनके एप्लीकेशंस किया है तो आज हम क्या करने वाले हैं हमने इन पर्टिकुलर मॉड्यूलस को काफी सेक्शंस में बांटा है ताकि बच्चे हर एक इक्विपमेंट को ठीक तरीके से समझ पाए इक्विपमेंट में जाने से पहले जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कुछ इंटीग्रेटेड सर्किटस दिखाएं हैं और पैसीव और एक्टिव कंपोनेंट्स भी दिखाया है तो अब हम पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट्स को देखेंगे मैं वह सभी चीजों को यहां पर लेकर आऊंगा तो हम कैपेसिटरस से शुरुआत करेंगे तो आप देख सकते हैं विभिन्न तरीके के कैपेसिटरस है यह तीनों को मैं आपके सामने रख रहा हूं यह तीनों कैपेसिटरस है तो कैपेसिटर क्या है जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था वह दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेटस है जिसे सेपरेट किया गया है डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल से या फिर एर से तो हम कैपेसिटर को कैसे मेजर कर सकते हैं इसका कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है वह हम कैपेसिटर के ऊपर देख सकते हैं 63 वोल्ट 10 माइक्रो फैरड है पर यदि मुझे इसे मेजर करना हो कि क्या यह सच में 63 वोल्ट या फिर 10 माइक्रो फैरड है या नहीं तो वह मैं कैसे करूंगा तो कैपेसिटर को मेजर करने के लिए हम किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे अब जैसे कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर एक पैसिव कंपोनेंट है अब हम दूसरा देखेंगे जो कि मेरे सामने हैं यह PN जंक्शन डायोड है आप देख सकते हैं यह डायोड है जो मैंने हाथ में पकड़ा है और आपको ब्लैक चीज में एक सिल्वर रिंग दिखाई देगा जहां पर मेरा नाखून है इसे हम कैथोड कहते हैं जो कि एक आसान तरीका है डायोड को आईडेंटिफाई करने का की एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है P कौन सा है और N कौन सा है जब आप P और N कहते हैं इसका यह मतलब है कि दो सेमीकंडक्टर है एक P है और दूसरा N है अब डायोड को हम कैसे मेजर करेंगे कौन से इक्विपमेंट से हम इस पर्टिकुलर डायोड को मेजर करेंगे हम दूसरे विभिन्न तरीके के डायोडस के बारे में भी देखेंगे यदि आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के बारे में समझते हैं तो काफी अलग तरीके के डायोड है टनल डायोड वैरेक्टर डायोड pn जंक्शन डायोड शॉर्टकी डायोड पर यह जो हम देख रहे हैं वह PN जंक्शन डायोड है यह काफी सिंपल है और आसान है पर हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम इसे मेजर कर पाएंगे एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है यह पहचानना होगा केवल उसको देख कर ही नहीं बल्कि इक्विपमेंट से भी पहचानना होगा अब हम दूसरी चीज देखेंगे मैं यह सब आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं की कंपोनेंट्स क्या है एक्टिव कॉम्पोनेंट्स क्या है पैसिव कॉम्पोनेंट्स क्या है पर यह हमेशा अच्छी बात होती है सभी को साथ लेकर चलना क्योंकि यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ अच्छी बात नहीं है हम सबको साथ में ग्रो होना चाहिए तो जिन लोगों को कंपोनेंट्स कैसे दिखते हैं यह नहीं जानते हैं उनके लिए यह चीज है जनरली काफी सारी यूनिवर्सिटीज में यह फैसिलिटी होती है पर दुर्भाग्यवश कुछ यूनिवर्सिटीज में एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी नहीं तो शायद बच्चों को पता हो सकता है या नहीं भी पता हो सकता है इन एक्टिव और पैसिव कंपोनेंटस के बारे में तो उन बच्चों के लिए जिनको इसके बारे में नहीं पता है मैं यह सारे कंपोनेंट्स दिखा रहा हूं और जिन बच्चों को इसके बारे में पता है उनके लिए यह एक रीकैप के तरह होगा तो यह हमेशा अच्छी बात होती है कि जो चीजें है हमें पता है हम फिर से जब सुनते हैं तो हमें और अच्छी तरीके से याद रहता है अब हम एक दूसरी चीज लेंगे यह काफी सुंदर चीज है दिखने में और समझने में भी बाकी कंपोनेंट के कंपैरिजन में यह क्या है आपने सही पहचाना इसे लाईट एमीटिंग डायोड कहते हैं एक येलो कलर का है एक ग्रीन कलर का है एक रेड कलर का है ब्राइट फीलड वाले LEDs या UV वाले LEDs भी हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइसेज के फंक्शनिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्यों वह इस पर्टिकुलर सीरीज का हिस्सा नहीं है इस पर्टिकुलर सीरीज का अंडरस्टैंडिंग केवल कंपोनेंट्स क्या है और कौन से इक्विपमेंट्स है जिससे हम इन कंपोनेंट के बारे में समझ सकते हैं या मेजर कर सकते हैं इसके तक ही सीमित है तो यह लाईट एमीटिंग डायोड है इसमें एनोड और कैथोड होता है जब आप डायोड के दो एंडस की बात करते हैं तो एक एनोड है और दूसरा कैथोड है एनोड और कैथोड को आईडेंटिफाई करने का एक आसान तरीका है पर हम उस पर्टिकुलर तरीका या क्रूड तरीका अंडरस्टैंडिंग का उसमें नहीं जाएंगे तो चाहे PN जंक्शन डायोड हो या फिर LED हो एनोड और कैथोड को आईडेंटिफाई करने के लिए हम हमेशा एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम मल्टीमीटर कहते हैं तो मल्टीमीटर के बारे में हम कुछ देर में देखेंगे अब हम एक दूसरे कंपोनेंट या फिर डिवाइस के बारे में देखेंगे जो कि यह है इसे हम अलग ही रखेंगे तो आप क्या देख सकते हैं यह रेसिस्टरस है इस रेसिस्टर का वैल्यू क्या है तो एक चार्ट है रेसिस्टर का वैल्यू समझने के लिए कि क्या वह 100 ओहम 1 किलो ओहम 2 किलो ओहम या फिर 100 मेगा ओहम हैं पर एक दूसरा तरीका है रेजिस्टेंस वैल्यू जानने का मल्टीमीटर के इस्तेमाल से तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीमीटर के इस्तेमाल से पर्टिकुलर रेसिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू पता कर सकते हैं एक और कांसेप्ट यह की DC के लिए रजिस्टेंस होता है पर जब भी हम AC की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस वैलिड नहीं रहेगा और उसके बदले इंपेडेंस होगा इंपेडेंस के बारे में आपको अभी सोचना नहीं है इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज का आइडिया आपको कंफ्यूज करना नहीं है और ना ही आपके लाइफ को कंपलेक्स करना उसी तरीके से कोई भी डिवाइस को समझने के लिए या फिर कोई भी विषय को समझने के लिए तब आसानी होती है जब हम उसे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ते हैं अब हम देखेंगे कि रेसिस्टर का वैल्यू क्या है यह आइडिया है कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे और उसका वैल्यू निकाल पाएंगे अब अगली चीज जोकि ट्रांसिस्टर है तो इसमें आपको तीन लीडस दिखते हैं एक ट्रांसिस्टर NPN है और दूसरा PNP है तो हम देखेंगे कि कौन सा NPN है और PNP है जो की आधारित होगा उसके बीटा वैल्यू पर जिसे हम करंट गेन कहते हैं हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को मेजर कर सकते हैं और कैसे हम समझेंगे कि कौन सा NPN है और कौन सा PNP है तो आप देख सकते हैं यह मेटल कैन है यह पैकेजड है तो ट्रांजिस्टर इस मेटल कैन के अंदर है यदि हम इसे खोलते हैं तो हमें एक छोटा सा चिप दिखेगा जो कि हमारा ट्रांसिस्टर है मैं यह फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं तो BJT's या बाइपोलर जंक्शन ट्रांसिस्टर बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं MOSFET's का जो कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर है तो जब हम BJTs के बारे में बात करते हैं या फिर जो भी चीज है मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं यह सारे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स है अब हम एक और ट्रांसिस्टर देखेंगे जिसे हम पावर ट्रांसिस्टर कहते हैं तो यह पावर ट्रांसिस्टर है पावर ट्रांसिस्टर में जो आपको यह ब्लैक चीज दिख रहा हैं तो वह क्या है इस पर्टिकुलर सॉकेट या फिर यह ब्लैक चीज का क्या यूज है इस चीज को हम हिट सिंक कहते हैं जो कि सारे हीट को लेता है या फिर हीट को डिसीपेट करता है तो इस पावर ट्रांजिस्टर के द्वारा जो भी हिट जनरेट होता है उसे डिसिपेट इस हीट सिंक के द्वारा करते हैं यह 2 व्हाट के लिए है यदि हायर व्हाटेज रहा तो हमें बड़े हीट सिंक की जरूरत होगी तो फिर से देख सकते हैं हीट सिंक को पावर ट्रांजिस्टर में जो आप को यह ब्लैक चीज दिखता है उसे हीट सिंक कहते हैं तो यह सब जो आपको दिख रहा है वह ट्रांसिस्टर्स है यदि कोई आपको यह दोनों ट्रांसिस्टर दिखाएं तो आप कंफ्यूज मत होना दोनों के एप्लीकेशंस अलग है इसे हम पावर एप्लीकेशंस के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं और इसे हम पावर एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते जब हाई पावर रहता है तो काफी सारी एनर्जी होती है और काफी सारी हिट जेनरेट होता है तो इस हिट को हमें डिसिपेट करना होता है नहीं तो वह दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटस में दिक्कत करती हैं तो अब मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमें काफी सारे डिस्क्रीट कंपोनेंटस के बारे में पता है तो हम अपना पसंदीदा चीज या फिर इस पर्टिकुलर लेक्चर का वह हिस्सा देखेंगे जहां हम MOSFET के बारे में देखेंगे तो आप यह IC देख सकते हैं यह इंटीग्रेटेड सर्कि है और यह हीट सिंक है यदि हमें हीट सिंक को कनेक्ट करना है तो हम इस पर्टिकुलर पार्ट के मदद से कनेक्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि इस हिस्से को स्क्रू करके आप हीट सिंक कनेक्ट कर सकते हैं गेट सोर्स ड्रेन यह MOSFET के टर्मिनलस है सोर्स इंटरनली सबस्ट्रेट के साथ कनेक्टेड है तो इसीलिए सबस्ट्रेट के लिए एक अलग कनेक्शन नहीं है तो यदि आपको MOSFET फिर से इस्तेमाल करना हो तो आप इसे हिट सिंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो जैसे मैंने कहा आप यहां पर देख सकते हैं कि हम स्क्रू के द्वारा हिट सिंक को कनेक्ट कर सकते हैं तो हमने देखा कि हिट सिंक किस तरीके से दिखता है यह जो ब्लैक वाली चीज है यह हीट सिंक है तो जब भी आप कुछ देखें तो आपको उसे आईडेंटिफाई करते आना चाहिए क्योंकि यदि हम नहीं पहचान पाए तो हम उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे तो एक बार आप जान गए कि यह हीटसिंक है तो फिर अगला प्रश्न यह है कि इसका यूज क्या है तो यदि हम इस चीज को पहचान ना पाए तो हम आगे कुछ भी पूछ नहीं पाएंगे तो आपको टर्मिनोलॉजिस को समझना होगा सर्किट के इर्द गिर्द के कंपोनेंट्स को समझना होगा और फिर आपके क्यूरीयोसीटी या इंटरेस्ट के हिसाब से काफी सारे प्रश्न होंगे अब हम वह चीज देखेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है जोकि इंटीग्रेटेड सर्किट है मैंने यह इंटीग्रेटेड सर्किट आपको दिखाया था यह इंटीग्रेटेड सर्किट है अब क्या यह चीज भी इंटीग्रेटेड सर्किट है हां यह भी इंटीग्रेटेड सर्किट है दोनों में डिफरेंस है नंबर ऑफ पीनस में तो इस IC और इस पर्टिकुलर IC मैं क्या फर्क है यह सिंगल ऑपएंप है और क्वाड ऑपएंप है क्वाड ऑपएंप मतलब चार ऑपएंपस मौजूद है एक इंटीग्रेटेड सर्किट में तो 4 IC's जिसमें सिंगल ऑपएंप है उसके इस्तेमाल करने के बजाय हम एक ऐसा सिंगल IC का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें चार ऑपएंपस इंटीग्रेटेड है एक IC में इसको इस्तेमाल करने का एडवांटेज यह है कि सिंगल ऑपएंप के कंपैरिजन में उसको कम जगह की जरूरत पड़ेगी तो यह ऑपरेशनल एमप्लीफायर था हम डिटेल में उसके बारे में देखेंगे उसके पैरामीटर क्या है और फिर हम उसे कोरिलेट करेंगे काफी एक्सपेरिमेंट्स के साथ जोकि ऑपरेशनल एमप्लीफायर के एप्लीकेशन से तो एप्लीकेशन समझने के लिए या फिर एक्सपेरिमेंटस समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंडिकेटर सर्किटस क्या है रेसिस्टर्स क्या है कैपेसिटर्स क्या है डायोड क्या है और फिर हमें DC पावर सप्लाई क्या है यह भी समझना होगा पावर सप्लाई कैसे इस पिक्चर में आया है हम ऑपएंप को बायसिंग कैसे दे सकते हैं वह हमने देखा नहीं है वह हम देखेंगे क्लास नंबर 2 या 3 में जब हम ऑपरेशनल एमप्लीफायर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बायस वोल्टेज देना होगा बायस वोल्टेज DC वोल्टेज है जो हम पावर सप्लाई के द्वारा देते हैं हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि DC पावर सप्लाई कैसे दिखता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं DC पावर सप्लाई का नया वर्जन और पुराना वर्जन भी देखेंगे कुछ वेरिएबल सप्लाई होंगे और नॉन वेरिएबल सप्लाई होंगे तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास यह इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है हमारे पास केवल डिस्क्रीट कंपोनेंटस ही है डिस्क्रीत कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर रजिस्टर डायोड कैपेसिटर लाइट एमिटिंग डायोड और MOSFET है यदि हमें इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना हो और हमें एक सर्किट तैयार करना है और टेस्ट करना है तो उसके दो तरीके हैं पहला यह कि आप एक PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना सकते हैं जो आपको यहां दिख रहा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसमें आपने काफी सारी कंपोनेंट्स को माउंट किया है इंटीग्रेटड सर्किट को इंक्लूड करते हुए आपके पास कैपेसिटर है और आप देख सकते हैं यह कैपेसिटर है तो यहां काफी सारे कैपेसिटर्स लगाए हैं और आप सभी को आईडेंटिफाई कर सकते हैं फिर IC's भी हैं इंडिकेटर सर्किट रजिस्टरस भी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर यह ब्राउन कलर का आपका पेपर कैपेसिटर है रजिस्टरस कैपेसिटरस और फिर IC's सब कुछ इस सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में माउंट किया हुआ है और जिस प्रोसेस से हम उसे कनेक्ट करते हैं उसे सोल्डरिंग कहते हैं उसे सोल्डरिंग कहते हैं आप यहां पर देख सकते हैं यह सोल्डर किया हुआ है यह सोल्डर है यदि मेरे पास PCB है और मैं सारे कंपोनेंट्स को सोल्डर कर देता हूं और फिर जब मैं कंपोनेंट को टेस्ट करता हूं और सर्किट नहीं चल रहा है ऐसे वक्त पर वह काफी दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमें उसे डीसोल्डर करना होगा यानी कि वह सोल्डर निकालना होगा और फिर ही हम इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से तो इस चीज का दूसरा अल्टरनेटीव क्या है क्या कोई ऐसा तरीका है कि पहले हम इसे टेस्ट करें और फिर हम इसका PCB बनाएं ताकि हमें इन चीजों को बार बार ऑल्टर नहीं करना पड़े उसी तरीके से यदि आप इस चीज को देखें तो इसके काफी कॉन्प्लेक्स लेयर्स है पर यदि आप इसको देखें तो वह और ज्यादा कंपलेक्स है काफी सारे कंपोनेंट को हमने साथ में सोल्डर किया हुआ है तो यदि कोई फॉल्ट होता है तो पहले हमें समझना होगा कि फॉल्ट कहां पर है यदि आप फॉल्ट पहचान पाते हो या ने की मान लो कैपेसिटर फॉल्टी है या फिर IC फॉल्टी है तो आपको उसे डीसोल्डर करके बाहर निकालना होगा अब इसे करना बहुत बड़ा दिक्कत है जो कि सही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सोल्डर करने के पहले कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हैं सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं तो इस सर्किट को हम कहां टेस्ट कर सकते हैं यह हमारा अगला प्रश्न है कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं यदि मैं सोल्डर नहीं कर सकता तो क्या कोई दूसरा अल्टरनेट अरेंजमेंट है सर्किट को टेस्ट करने का जवाब हां है जवाब है यह सुंदर चीज जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं मेरे पिंक शर्ट के कारण हो सकता है आप ठीक से ना देख पाए यदि आप उसे जूम करके देखें तो आपको दिखेगा इसे हम ब्रेडबोर्ड कहते हैं उसका नाम काफी इंटरेस्टिंग है पहले इसे हम ब्रेड को कट करने के लिए इस्तेमाल करते थे वह एक पॉलिशड वुड है जिससे हम ब्रेड को कट करते थे फिर 1970's में लोगों ने इस पर्टिकुलर बोर्ड को इन्वेंट किया और हम इसे ब्रेडबोर्ड कहते हैं इसका एडवांटेज यह कि हमें इसमें सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं है ब्रेड बोर्ड इंटीग्रेटड है या फिर इंटरनली कनेक्टड है तो यह आपको यहां पर लाइन दिख रहा है यह रोस है और यह कॉलंमस है तो आप पॉजिटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं नए वाले ब्रेडबोर्डस में ऐसा साइन लिखकर आता है तो यह काफी आसान है आप देख सकते हैं यहां पर पॉजिटिव प्लस लिखा हुआ है और नेगेटिव माइनस लिखा हुआ है तो आप पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस से कनेक्ट कर सकते हैं और ग्राउंड को माइनस से इसमें काफी सारे रोस और कॉलंमस है तो मैं रेसिस्टर कनेक्ट कर सकता हूं मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसे कनेक्ट करते हैं जो कि काफी आसान तो मैं यह पूरा सर्किट ब्रेडबोर्ड में बना सकता हूं तो यहां पर समझिए इस लाइन के बारे में तो मैं एक और रेसिस्टर कनेक्ट करके आपको बताना चाहूंगा यह पर्टिकुलर लाइन यह स्ट्रेट वाले यह कनेक्टेड है अगला वाला दूसरे वाले से कनेक्टेड नहीं है तो हमें यहां पर फोकस करना होगा यह अगले वाले से कनेक्टेड नहीं है पर यह सारे कनेक्टेड है तो यदि आप पूरे कॉलम को कंसीडर करें तो वह कनेक्टेड है पर अगला वाला पहले वाले से कनेक्टेड नहीं है इसी कारण मैंने रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट किया है तो आपको इसके बारे में पता होगा और मुझे पता है कि आपने ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है जो पॉइंट में यहां पर कहना चाह रहा हूं कि हम इस ब्रेडबोर्ड के माध्यम से पूरा सर्किट बना सकते हैं इस PCB में बनाने के बजाय तो हम ब्रेडबोर्ड पर पूरा सर्किट बनाएंगे उसे टेस्ट करेंगे और यदि वह ठीक से चल रहा हो तो फिर हम उसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाकर सोल्डर करेंगे तो ब्रेडबोर्ड सर्किट बनाने का एक अल्टरनेटीव और एक बेटर अप्रोच है फिर हम इसे टेस्ट करेंगे और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर मुंव करेंगे तो जो नए वाले ब्रेडबोर्ड हमने देखे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है क्या आप इस पर्टिकुलर ब्रेड बोर्ड को देख सकते हैं इसमें कोई भी साइन नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव का तो अल्टरनेटिवली इस ब्रेड बोर्ड को एक कनेक्शन दिया गया है तो आप कोई भी लाइन को पॉजिटिव मान सकते हैं और कोई भी लाइन को नेगेटिव मान सकते हैं इस टर्मिनल को कनेक्ट करके तो आपको पिनस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है और वायरस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कनेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली DC पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहां पर ग्राउंड दे सकते हैं और यहां पर पॉजिटिव दे सकते हैं तो यह ब्रेडबोर्ड इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका है यह बड़े साइज का बैडबोर्ड है इसके कंपैरिजन में इसका मतलब यह कि आप काफी बड़े सर्किट को या फिर मल्टीपल सर्किट को टेस्ट कर सकते है सिंगल ब्रेडबोर्ड में छोटे ब्रेडबोर्ड के कंपैरिजन में इसका एक डिसएडवांटेज भी है तो अब जब हम कहते हैं कि हम ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम रजिस्टरस को माउंट कर रहे हैं कैपेसिटरस को माउंट कर रहे हैं ट्रांसिस्टर्स को माउंट कर रहे हैं तो पहला चीज यह है कि जो रेसिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वह उसी वैल्यू का है जो हमें चाहिए उदाहरण के तौर पर यदि मुझे 100 ओहम का रजिस्टर का इस्तेमाल करना हो तो उसके वैल्यू 100 ओहम है यह हम कैसे पता कर सकते हैं तो उसे समझने के लिए हमें मल्टीमीटर के बारे में समझना होगा तो मल्टीमीटर इस तरीके से दिखता है और मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोगों ने पहले ही मल्टीमीटर देखा होगा तो उन लोगों के लिए जिनको मल्टीमीटर के बारे में पता नहीं है तो वह इस तरीके से दिखता है मल्टीमीटर के फंक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो अब मैं केवल यह बता रहा हूं कि मल्टीमीटर किस तरीके से दिखता है यह भी मल्टीमीटर है दोनों ही मल्टीमीटर है जब हम इसे चालू करते हैं तो आपको कोई डिजिटदिखेगा अब क्योंकि वह कनेक्टेड नहीं है इसलिए वह 0 दिखा रहा है आपको डिजिट्स दिख रहा है इसलिए हम इसे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं तो आप इसमें रीडिंगस को डिजिट के माध्यम से देख सकते हैं इसलिए हम इसे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं तो अब हम देखेंगे कि मल्टीमीटर का फंक्शन क्या है और हम क्या चीज है मल्टीमीटर के माध्यम से तो एक मेरे हाथ में है हम इसे आसानी से आईडेंटिफाई कर सकते हैं मैं उसे येलो ऐसे रेफर कर लूंगा यह ऑरेंज है और यह ग्रे है अब हम हर एक डिजिटल मल्टीमीटर के रोल के बारे में देखेंगे और हम किस तरीके से कंपोनेंट्स को मेजर कर सकते हैं यह भी देखेंगे तो अब हमारे पास कंपोनेंट के तौर पर एक्टिव ओर पैसिव डिवाइसेज है फिर हमारे पास एक ब्रेडबोर्ड है और ब्रेड बोर्ड पर सर्किट इंप्लीमेंट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हर कंपोनेंट का वैल्यू क्या है और फिर हम सर्किट का फाइनल इंप्लीमेंटेशन PCB में करेंगे कंपोनेंटस के वैल्यू मेजर करने के लिए हम डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे यह प्रोब्स है तो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है यह रेड कलर का प्रोब है और यह ब्लैक कलर का प्रोब है तो ब्लैक ग्राउंड है या फिर कॉमन है अब मैं यह प्रोब को निकालूंगा और आप देख सकते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है वोल्ट ओहम तो वोल्ट है वोल्टेज के लिए और ओहम है रेसिस्टेंस के लिए और फिर यह कॉमन है यहां पर एक वार्निंग लिखा हुआ है 1000 वोल्टस DC 750 वोल्टस AC ऐसे तो इसका यह मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर वैल्यू पर इक्विपमेंट को चला नहीं सकते हैं यदि ज्यादा होगा तो उससे मल्टीमीटर खराब हो जाएगा यदि आपको करंट मेजर करना हो तो यह वोल्टेज और रेजिस्टेंस है यदि करंट मेजर करना हो तो आपके पास मिली एंपियर और एंपियर है आप देख सकते हैं मिली एंपियर mA और एंपियर कैपिटल A से लिखा हुआ है इस मल्टीमीटर में काफी सारे और फंक्शंस भी है जो हम देखेंगे और अब हम एक्चुअली कंपोनेंट्स के वैल्यू को मेजर करेंगे पहली चीज यह कि यह ऑफ है तो जब डिस्प्ले पर देखते हैं तो वह ऑफ है इसका मतलब मल्टीमीटर ऑफ है अब हम इस तरफ जाएंगे यह AC वोल्टेज है अब हम आगे जाएंगे यह 200 वोल्ट AC है इसका मतलब यह कि वह मैक्सिमम 200 वोल्ट ही मेजर कर सकता है अगर आप 350 वोल्ट देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यदि आपको 350 वोल्ट मेजर करना हो तो आपको उसे कन्वर्ट करना होगा यह नॉबस है 200 20 2 ऐसे 200 मिलीवोल्ट इस तरीके से उसी तरीके से DC एंपियर इसका मतलब 200 माइक्रो एंपियर से लेकर 2 मिली एंपियर तक का रेंज है उसी तरीके से आप AC करंट के बारे में भी देख सकते हैं अब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे जिसे हम HFE कहते हैं इसके मदद से हम ट्रांसिस्टर को मेजर कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह काफी आसान है NPN ट्रांसिस्टर या PNP ट्रांसिस्टर को मेजर करने के लिए अब हम देखेंगे कि ट्रांसिस्टर को हम कैसे अटैच कर सकते हैं और हम मल्टी मीटर की डिस्प्ले में क्या देख सकते हैं जब हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे अब हम अगले सेक्शन पर जाएंगे तो यह आपका ऑफ है यह 180o है यदि आप इसे 0 कंसीडर करते हैं तो यह 180 है तो अगला डायोड है अगला जो आपको समझना है वह है शॉर्ट सर्किट जिसका मतलब कंटीन्यूअस कनेक्शन है अब यहां पर आप ओहम का सिंबल देख सकते हैं यह रेसिस्टर के लिए है हम 200 से शुरू करते हुए 2 किलो ओहम 20 किलो ओहम 200 किलो ओहम 2000 किलो ओहम 20 मेगा ओहम 200 मेगा ओहम तक वह मेजर कर सकता है फिर हम DC वोल्टेज के तरफ जाएंगे DC वोल्टेज 200 मिली वोल्ट 2 वोल्ट 20 वोल्ट 200 वोल्ट 1000 वोल्ट तक जाता है फिर हम अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि मल्टीमीटर का ऑफ वाला फंक्शन है क्या यह मल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता है नहीं फ्रीक्वेंसी मेजर करने का कोई ऑप्शन नहीं है यदि हम दूसरे मल्टीमीटर को देखें ऑरेंज कलर वाला उसके पहले मैं पहले वाले मल्टीमीटर को स्विच ऑफ कर देता हूं यदि आप इस्तेमाल करने के बाद मल्टीमीटर को स्विच ऑफ नहीं करते हैं तो वह बैटरी कंज्यूम करता है उसके अंदर बैटरी है जो पावर कंज्यूम करता है तो इस जगह जोकि मल्टीमीटर का बैक साइड है उसे आप ओपन करके बैटरी यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर जनरली 9 वोल्ट बैटरी पर चलता है अब हम दूसरा मल्टीमीटर देखेंगे इस मल्टीमीटर में भी प्रोबस है तो इस मल्टीमीटर में क्या अलग चीजें हैं यदि मैं इस साइड में जाऊं याने की एंटीक्लाकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो मुझे वोल्टेज दिखता है यदि मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे करंट दिखता है तो आप को 10 एंपियर AC और DC करंट दिख रहा है वह दोनों AC और DC करंट मेजर कर सकता है मिली एंपियर से लेकर माइक्रोएम्पीयर तक एंटी क्लॉक वाइज जाने पर AC और DC वोल्टेज दिखता है यदि आप और गौर से देखें तो आपको सिंगल स्ट्रेट लाइन दिखेगा जो कि DC है फिर एक साइन वेव वाला चीज दिखेगा जो कि AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल है तो अगला जो आपको दिख रहा है यहां पर आप कैपेसिटर को मेजर कर सकते हैं डायोड को मेजर कर सकते हैं रेसिस्टर्स को मेजर कर सकते हैं याने के सारे 3 चीजों को आप मेजर कर सकते हैं यहां पर आप मोड चेंज कर सकते हैं यहां पर ऑटो पावर ऑफ है यहां पर ऑटो मोड है जिसे हम चेंज करके कैपेसिटेंस मोड या रेजिस्टेंस मोड में कर सकते हैं इससे आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं यदि आपको हायर वैल्यू ऑफ रजिस्टर मेजर करना हो तो आप मोड फिर से चेंज कर सकते हैं अगला हर्ट्ज़ का मेजरमेंट है पिछले वाले मल्टीमीटर पर यह फंक्शन नहीं था हर्ट्ज़ का मतलब फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है हम इस पार्टिकुलर मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं जो कि हम पिछले वाले मल्टीमीटर से नहीं कर पा रहे थे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह वाला मल्टीमीटर पिछले वाले से बेटर है क्योंकि वह हमारे लेक्चर सीरीज का गोल नहीं है तो इस बात की चिंता हमें नहीं करना है कि कौन इसे मैन्युफैक्चर करता है वह हमारा आईडिया नहीं है मल्टीमीटर के बारे में हमारा आईडिया यह समझना है कि यदि आपको एक मल्टीमीटर मिलता है तो उस मल्टीमीटर का इस्तेमाल कौन से पैरामीटर्स के लिए कर सकते हैं किन कंपोनेंट्स को मेजर कर सकते हैं पैरामीटर्स जैसे कि DC वोल्टेज AC वोल्टेज DC करंट AC करंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवांसमेंट के हिसाब से आप टेंपरेचर भी मेजर कर सकते हैं और डिजिटल मल्टीमीटर में काफी सारे और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद रहते हैं यदि आप इस मल्टीमीटर को खोल कर देखें तो इसके अंदर काफी सारे एनालॉग कंपोनेंट मौजूद है तो जो पॉइंट में यहां पर आपको बता रहा हूं वह यह कि एक और चीज है जो कि टेंपरेचर है यदि आप यहां पर देखते हैं तो यह टेंपरेचर है इसका मतलब हम इससे टेंपरेचर भी मेजर कर सकते हैं तो इस मल्टीमीटर से हम केवल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी ही नहीं मेजर कर सकते हैं बल्कि टेंपरेचर भी मेजर कर सकते हैं अब रूम टेंपरेचर क्या है इस पर्टिकुलर सरफेस का टेंपरेचर क्या है यह सब हम मेजर कर सकते हैं उसके लिए हमें एक अलग प्रोब की जरूरत पड़ेगी वह प्रोब यह है तो मैं इस मल्टीमीटर को नीचे रखूंगा क्योंकि अब हमें जो फंक्शन देखना है वह है कि टेंपरेचर कैसे मेजर करते हैं हमें कंपनी के बारे में सोचना नहीं है जैसे मैंने कहा है आपको सबसे बेस्ट चीज को सिलेक्ट करना है जैसे यदि किसी को मल्टीमीटर खरीदना हो तो वह फ्लूक कंपनी के लिए जाएंगे वह काफी प्रीसाइस है और ज्यादा महंगा भी है तो अभी हमारा गोल यह है कि हमें यह नहीं देखना है कि कौन सा मल्टीमीटर महंगा है या प्रीसाइस है हमें केवल यही समझना है कि मल्टीमीटर के मदद से क्या हम रेसिस्टर्स को मेजर कर सकते हैं क्या हम कैपेसिटर को मेजर कर सकते हैं क्या हम बाकी के डिवाइसस को मेजर कर सकते हैं क्या हम कंपोनेंट को मेजर कर सकते हैं यही केवल अभी का हमारा गोल है अब हमारे पास यह पर्टिकुलर सेंसर है तो यदि आप ध्यान से इसका टिप देखें तो यहां पर एक डॉट है तो वो टिप और कुछ नहीं बल्कि थर्मोकपल है तो इस टिप को हम थर्मोकपल कहते हैं थर्मोकपल का फंक्शन हम कभी और या किसी और वक्त पर देखेंगे अब हमें यह समझना है कि यह एक तरीके का टेंपरेचर सेंसर है जो टेंपरेचर को मेजर कर सकता है तो यह जो भी टेंपरेचर मेजर करता है उसे आउटपुट पर मिलीवोल्ट के तौर पर देता है तो यदि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए आपको पहले ही पता है कि इस पर्टिकुलर सेंसर का आउटपुट मिली वोल्ट output millivolt में देता है और यदि आपके पास इसके वैल्यू लिखे हुए हैं तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में यहां पर आपको मिलीवोल्ट नहीं दिखेगा यहां पर आप डिग्री सेंटीग्रेड में देख पाओगे तो इस पर्टिकुलर मल्टीमीटर को प्रोब कैसे कनेक्ट करना है तो यह 10 एंपियर करंट है अगला वाला कॉमन है फिर ग्राउंड है यहां पर आप वोल्ट रेसिस्टेंस टेंपरेचर हर्ट्ज़ मिली एंपियर माइक्रो एंपियर सब कुछ देख सकते हैं इसका मतलब कि यदि आपको वोल्टेज मेजर करना हो तो आपको इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर कनेक्ट करना होगा यदि आपको टेंपरेचर मेजर करना हो तो आपको इस पॉइंट और कॉमन के बीच में कनेक्ट करना होगा यदि आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करना होगा यदि आपको मिली एंपियर या माइक्रो एंपियर का करंट मेजर करना है तो आप को इन दोनों के बीच में मेजर करना होगा और इसका इस्तेमाल तभी करना है जब हमें हायर वैल्यूस का करंट मेजर करना होगा जैसे कि 10 एंपीयर के लिए आपको इन पर्टिकुलर टर्मिनल्स को कनेक्ट करना होगा अब मैं इसको खोलूंगा और इसके अंदर एक चीज है हम इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं फिर हम दूसरे वाले को भी ओपन करते हैं अब हम इसे इंसर्ट करेंगे जो कि काफी आसान है ब्लैक और रेड को तो इसे मैं इस तरीके से रखता हूं तो मैंने क्या किया है मैंने इसे खुला है और फिर मैंने इसे लगाया है तो रेड यहां पर जाता है और ब्लैक कॉमन को जाता है अब यदि मैं इसे टेंपरेचर पर रखता हूं तो यह थर्मोकपल है तो वह इस पर्टिकुलर रूम के टेंपरेचर को मेजर करने की कोशिश करेगा तो आप देख सकते हैं वह 22 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों वह इसलिए क्योंकि एयर कंडीशनर ऑन है तो इसलिए वह 22 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है तो यह एक आसान तरीका है मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल करना सेम डिवाइस के अंतर्गत तो एक डिवाइस से हम काफी कुछ चीजें कर सकते हैं यदि मैं इस थर्मोकपल को टच करूं तो आप देख सकते हैं कि टेंपरेचर चेंज होता है वह इसलिए क्योंकि मेरे हाथ की जो गर्मी है वह रूम टेंपरेचर से ज्यादा है तो आपको इमीडीएटली वह टेंपरेचर चेंज दिखता है 20 से लेकर 29 तक यदि मैं मेरे हाथ को रब करता हूं तो मैं और ज्यादा हीट जनरेट कर सकता हूं तो वो और ज्यादा टेंपरेचर दिखाएगा तो जो पॉइंट में यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं वह यह कि इसमें टेंपरेचर और फ्रीक्वेंसी मेजर करने का प्रोविजन है तू हमें ऐसा इंप्रेशन बनाना नहीं है कि हम मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी नहीं मेजर कर सकते हैं या मल्टीमीटर से हम टेंपरेचर मेजर नहीं कर सकते हैं ऐसे काफी सारे इक्विपमेंट है या डिवाइसस है जिनके बारे में हमें पता नहीं है जो हम समझ नहीं पाते या फिर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट वाले लेवल पर वह इसलिए क्योंकि हम ऐसे यूनिवर्सिटी से आते हैं जहां पर हम ज्यादातर थिअरी पर फोकस करते हैं और कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट पर फोकस करते हैं और उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी सारे कंपोनेंट्स देने की जो कि हाई एंड टेक्नोलॉजी का है तो आपको यह समझना है कि यदि आपको इक्विपमेंट दिया जाए तो उनका क्या यूज है और उसे आप किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फाइनल गोल केवल इक्विपमेंट डिवाइस या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट को समझना नहीं है बल्कि हमारा फाइनल गोल उसे अप्लाई करना है तो यह मैं बार बार कहता हूं कि थिअरी काफी इंपोर्टेंट है पर जब तक हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं तो वह यूज़फुल नहीं है तो थिअरी को समझना है और उसे अप्लाई करना है तो आप कोई भी विषय ले लीजिए मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक विषय का एप्लीकेशन बहुत सारे हैं तो जब तक हम अपना थियोरेटिकल नॉलेज को एक्सपेरिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक हम अपने थियोरेटिकल नॉलेज को जस्टिस नहीं कर पाते हैं तो अब हम देखेंगे कि कौन से एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं तो एक्सपेरिमेंट्स का लिस्ट देखने के पहले मेरा आईडिया यह है कि आपको इक्विपमेंट कौन से हैं यह समझना बहुत जरूरी है तो मैं जल्दी से एक रीकैप लेता हूं हमने DC कंपोनेंट्स देखें हमने PCB देखा हमने सोल्डरिंग देखा PCB अल्टरनेटीव जो कि ब्रेडबोर्ड है वह भी देखा फिर हमने मल्टीमीटर देखा जो कि ऐसा एक डिवाइस है जिससे हम रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर के मदद से हम टेंपरेचर मेजर कर सकते फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं डायोड को मेजर कर सकते हैं NPN और PNP ट्रांजिस्टर को मेजर कर सकते हैं वह यह भी बताता है कि क्या वह ट्रांसिस्टर NPN है या PNP है तो यह काफी महत्वपूर्ण डिवाइस है तो अब हम अगले सेट ऑफ डिवाइस के तरफ बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले हम यह देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीमीटर के इस्तेमाल से अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को मेजरकर सकते हैं तो इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को समाप्त करते हैं अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के अलग अलग वैल्यूस के बारे में धन्यवाद मैं आपसे मिलूंगा अगले मॉड्यूल में